अगला प्रोटोकॉल जो हम पढ़ने वाले हैं वह कनेक्टिविटी बनाने वाले विभिन्न उपकरणों के बीच कनेक्टिविटी की पेशकश के लिए है और यह प्रोटोकॉल 6LoWPAN प्रोटोकॉल है तो यह 6LoWPAN प्रोटोकॉल मूल रूप से IPV6 पर चलता है जहां से यह 6 आंकड़ा आता है तो यह आईपीवी 6 से है तो यह IPV6 पर चलता है तो यह आईपीवी 6 प्रोटोकॉल पर रेडियो कनेक्टिविटी रेडियो लिंकेज प्रदान करता है इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि IPV6 प्रोटोकॉल और IPV6 का उपयोग एड्रेसिंग के लिए होता है यह एक एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है और यह IoT नेटवर्क के मामले में ऐड्रेस के लिए उपयोग करने के लिए बहुत लोकप्रिय है क्योंकि IoT के लिए बड़े ऐड्रेस स्पेस आवश्यक है तो आइए हम इस 6LoWPAN प्रोटोकॉल को देखें तो यह 6LoWPAN का मतलब है IPV6 पर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क और यह सबसे छोटे उपकरणों और इनमें से प्रत्येक डिवाइस के लिए अनुमति देता है जिनके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल पर वायरलेस तरीके से सूचना प्रसारित करने की सीमित प्रसंस्करण क्षमता है इसलिए हमारे पास लो पावर वाले छोटे उपकरण हैं जिनकी सीमित प्रोसेसिंग क्षमता है क्योंकि IoT सिस्टम और वायरलेस संचार मौजूद है तो यह मूल रूप से इस तरह के नेटवर्क में कनेक्टिविटी स्थापित करने में मदद करता है तो यह मूल रूप से इस 6LoWPAN प्रोटोकॉल में मदद करता है यह मदद और इस लो पावर वाले उपकरणों को इंटरनेट पर कनेक्ट करने की अनुमति देता है क्योंकि IPV6 को एड्रेसिंग करने के लिए उपयोग किया जाने वाला है तो नेटवर्क लेयर पर यही कारण है कि यह प्रोटोकॉल इस IoT नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोगी है इंटरनेट के लिए ये कम बिजली के उपकरण यह मूल रूप से IETF RFC 5933 और RFC 4911 से बनाया गया है इसलिए ये दो अलग अलग RFC हैं जिसके आधार पर यह 6LoWPAN प्रोटोकॉल निर्दिष्ट है तो यह विनिर्देश इन RFC में उपलब्ध है तो ये 6LoWPAN की कुछ विशेषताएं हैं और यह IEEE 802154 रेडियो की अनुमति देता है इसका मतलब है पिछले व्याख्यान में हम इस विशेष प्रोटोकॉल से गुजरे हैं जो विभिन्न नोड्स के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोगी है और यह मुख्य रूप से भौतिक और मैक परतों पर काम करता है तो 802154 के रेडियो का उपयोग IPV6 के 128 बिट एड्रेस को ले जाने के लिए किया जाता है तो मूल रूप से 6LoWPAN एक अनुप्रयोग है या आप आईपीवी 6 के साथ 802154 रेडियो के वैचारिक जुड़ाव को जानते हैं लेकिन यह कैसे संभव है क्योंकि आप 802154 जानते हैं यह लाइटवेट और लो पावर प्रोटोकॉल है और आईपीवी 6 लाइटवेट नहीं है तो यह कैसे संभव है इसलिए हेडर के लिए यह हेडर संपीड़न और एड्रेस ट्रांसलेशन तकनीकों की मदद से संभव है जो मूल रूप से इंटरनेट का उपयोग करने के लिए 802154 रेडियो को बदलने में मदद करता है तो यह 802154 रेडियो को हेडर कंप्रेशन और एड्रेस ट्रांसलेशन तकनीक का उपयोग करके इंटरनेट तक पहुंचने में मदद करेगा 802154 पैकेट संरचना को फिट करने के लिए IPV6 पैकेट संपीड़ित और पुन स्वरूपित किए जाते हैं तो यह है जो किया जाता है आकार में बड़े IPV6 पैकेट उन्हें संपीड़ित करना होगा उन्हें रिफॉर्मेट करना होगा और उन्हें 802154 के पैकेट प्रारूप के साथ मैप करना होगा जो मुख्य रूप से कम बिजली नेटवर्क छोटे पैमाने पर कम बिजली नेटवर्क के लिए है जैसा कि IoT आमतौर पर होता है तो 6LoWPAN का उपयोग IoT स्मार्ट ग्रिड अनुप्रयोगों स्मार्ट होम एप्लिकेशन M2M अनुप्रयोगों और कई अन्य विभिन्न समान अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है तो 6LoWPAN में एड्रेसिंग करने के लिए दो प्रकार के एड्रेस्सेस हैं जिनका उपयोग किया जाता है यानी 16 बिट संक्षिप्त एड्रेस जो PAN विशिष्ट संचार के लिए है इसका मतलब है यह PAN समन्वयक द्वारा PAN के अंदर निजी क्षेत्र के नेटवर्क और 64 बिट विस्तारित एड्रेस को संचार के लिए दिया जाता है जो वैश्विक अद्वितीय कनेक्टिविटी पूरे नेटवर्क में वैश्विक अद्वितीय एड्रेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए IPV6 मल्टीकास्ट 802154 द्वारा समर्थित नहीं है और IPV6 पैकेट 6LoWPAN के मामले में लिंक लेयर ब्रॉडकास्ट फ्रेम के रूप में ले जाए जाते हैं तो हमारे सामने 6LoWPAN का पैकेट प्रारूप है इसलिए जैसा कि हम यहां देख सकते हैं यदि आप बहुत करीब से देखते हैं तो हमारे पास 802154 और IPV6 एक साथ जुड़े हैं 802154 रेडियो और IPV6 हैं जो इंटरनेट पर एड्रेसिंग के लिए हैं और इन संबंधित क्षेत्रों को भी यहां दिखाया गया है तो हमारे पास IPV6 के लिए क्या है हमारे पास स्रोत का एड्रेस गंतव्य का एड्रेस और ये विभिन्न अन्य IPV6 फ़ील्ड्स हैं जो इस विशेष प्रोटोकॉल IPV6 प्रोटोकॉल में विशिष्ट हैं और साथ ही 802154 के लिए भी हैं यह स्रोत है यह गंतव्य है दोनों 64 बिट्स हैं इसका मतलब है स्रोत और गंतव्य एक साथ 128 बिट बन जाएंगे फिर हमारे पास यह PAN आईडी है क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम 154 नेटवर्किंग मोड के बारे में बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क पर जाएं तो PAN आईडी मूल रूप से इस विशेष क्षेत्र में संग्रहीत है तो यह है कि 6LoWPAN पैकेट प्रारूप कैसा दिखता है तो वह पैकेट प्रारूप है अब हेडर के बारे में क्या तीन अलग अलग प्रकार के हेडर हैं एक को डिस्पैच हैडर के रूप में जाना जाता है दूसरे को मैश एड्रेसिंग हैडर के रूप में जाना जाता है और तीसरे को फ्रेगमेंटेशन हैडर के रूप में जाना जाता है तो आइए हम इन तीन अलग अलग हेडर को देखें इन हेडर का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है तो हमारे पास कितने बिट्स हैं हमारे पास 8 16 24 और 32 है इसलिए हेडर 32 बिट लंबा है जिसमें से पहले दो बिट्स का उपयोग डिस्पैच टाइप की पहचान करने के लिए किया जाता है और यह डिस्पैच टाइप मूल रूप से डिस्पैच संचार को इनीशिएट करने रीसेट करने में मदद करता है अब इस डिस्पैच फील्ड में 6 बिट्स हैं तो यह 6 बिट लंबी फील्ड है और ये मूल रूप से अगले हेडर प्रकार की पहचान करते हैं और बिट्स की अगली सूची के बाद टाइप विशिष्ट हेडर को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है और यह डिस्पैच हेडर द्वारा निर्धारित किया जाता है तो फिर हमारे पास मैश एड्रेसिंग हैडर है और यहाँ मूल रूप से पहले दो बिट्स का उपयोग मैश एड्रेसिंग हैडर की ID को स्टोर करने के लिए किया जाता है अगला फ़ील्ड V फ़ील्ड 0 है यदि प्रवर्तक 64 बिट विस्तारित एड्रेस है और हमने देखा है कि इन दोनों को 16 बिट के साथ साथ 64 बिट एड्रेस भी संभव है F फ़ील्ड 0 है यदि गंतव्य 64 बिट एड्रेस है और 1 यदि यह 16 बिट एड्रेस है और बचे हुए हॉप्स को अगले हॉप पर भेजने से पहले प्रत्येक नोड द्वारा घटाया जाता है तो अंतिम गंतव्य नोड तक कितने हॉप बचे हैं यह मूल रूप से इस विशेष क्षेत्र में संग्रहित है और यह घटाया जाता है क्योंकि मैंने कहा था कि जब हॉप एक हॉप खत्म हो जाता है तो यह पूरा होता है उस फ़ील्ड का मान 1 से घटाया जाता है और तीसरा फ्रेगमेंट प्रकार एक फ्रेगमेंट हैडर होता है और यहाँ संबंधित फ़ील्ड को दिखाया जाता है तो इस मामले में पहले फ्रेगमेंट में यह संरचना है हैडर में यह संरचना है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है और बाद के फ़्रैगमेन्ट्स में यह विशेष संरचना है इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं पहले फ्रेगमेंट और बाद के फ्रेगमेंट के बीच मुख्य अंतर डेटाग्राम ऑफसेट का समावेश है तो यह डेटाग्राम ऑफसेट मूल रूप से दर्शाता है कि यह उसके बाद के फ़्रेमों का वैल्यू देगा तो यह मूल रूप से पहले फ्रेम से जुड़ने में मदद करेगा इसलिए 6LoWPAN क्योंकि इसमें एक मजबूत नेटवर्क लेयर घटक शामिल है और यह राउटिंग का ध्यान रखता है इसलिए राउटिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार एक मैश आधारित राउटिंग है और यह मैश आधारित राउटिंग एक PAN टोपोलॉजी पर्सनल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में उपयोग की जाती है इसलिए राउटिंग का उपयोग किया जाता है मूल रूप से राउटिंग व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क डोमेन में IPV6 प्रोटोकॉल पर आधारित है और दो प्रोटोकॉल हैं जो राउटिंग के लिए 6LoWPAN में उपयोग किए जाते हैं एक LOADng प्रोटोकॉल है और दूसरा RPL प्रोटोकॉल है और जैसा कि आप इस विशेष आकृति से देख सकते हैं हमारे पास यह IPV6 डोमेन है और हमारे पास यह व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क PAN है और गेटवे के इस समन्वयक की मदद से यह IPV6 नेटवर्क से कनेक्ट होता है इसका मतलब है IPV6 आधारित इंटरनेट LOADng राउटिंग प्रोटोकॉल जो उपलब्ध है यह मुख्य रूप से AODV प्रोटोकॉल से व्युत्पन्न है और एड हॉक नेटवर्क के लिए प्रस्तावित किया गया है और इसका उपयोग और विस्तार IoT नेटवर्क के लिए किया गया है तो इस LOADng प्रोटोकॉल में कुछ अलग PDOs हैं पहला लोड रिक्वेस्ट PDOs है और यह एक LOADng राउटर द्वारा उत्पन्न होता है जो गंतव्य के लिए एक मार्ग की खोज करने के लिए प्रवर्तक है इसलिए इस तरह के रूट रिक्वेस्ट को अग्रेषित करने से पहले गंतव्य LOADng राउटर तक पहुंचने के बाद तब रूट रिक्वेस्ट का उत्तर आता है जो संकेतित गंतव्य द्वारा रूट रिक्वेस्ट प्राप्त होने पर उत्पन्न होता है और इन रूट के यूनिकास्ट एक हॉप के बाद एक हॉप द्वारा मूल प्रवर्तक की ओर उत्तर देता है यह रूट एरर संदेश भी है जो उस स्थिति में डेटा के प्रवर्तक को त्रुटियों को वापस करने के लिए उपयोग किया जाता है कि उस स्थान पर कुछ रूट के टूटने से हुई हैं इसलिए रूट रिक्वेस्ट जेनरेशन द्वारा कट ओवरहेड को कम करने के लिए ऑप्टिमाइज़्ड राउटिंग का समर्थन किया जाता है और रूट रिक्वेस्ट का जवाब देने के लिए केवल गंतव्य को अनुमति दी जाती है LOADng के मध्यवर्ती राउटर को रूट रिक्वेस्ट का जवाब देने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया जाता है भले ही वे नेटवर्क में रूट की तलाश करने और रूट को उत्पन्न करने के मामले में बहुत सक्रिय रहे हों रूट रिक्वेस्ट और रूट उत्तर संदेश किसी दिए गए LOADng राउटर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और यह एकल अद्वितीय मोनोटोनिकली बढ़ते क्रम संख्या को साझा करता है इसके बाद RPL राउटिंग प्रोटोकॉल आता है जो हानिपूर्ण और कम बिजली नेटवर्क के लिए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पर आधारित है तो यह वह जगह है जहां यह L इस लोस्सी से आता है इसलिए यह हानिपूर्ण नेटवर्क और कम पावर नेटवर्क राउटिंग के लिए के लिए उपयोग किया जाता है तो यह निम्न दर बीकन का उपयोग करके राउटिंग टोपोलॉजी को बनाए रखता है लोड विफलता या लिंक विफलता जैसी स्थिति के संबंध में विसंगतियों का पता लगाने पर यहां बीकनिंग दर बढ़ जाती है राउटिंग की जानकारी डेटाग्राम में ही शामिल है यह दो प्रकार के राउटिंग प्रोएक्टिव का उपयोग करता है यानी राउटिंग असंगतता को दूर करने के लिए प्रतिक्रियाशील बना रहे और राउटिंग टोपोलॉजी को बनाए रखने के लिए RPL मूल रूप से पैकेट प्रोसेसिंग और फॉरवार्डिंग को राउटिंग ऑप्टिमाइज़ेशन उद्देश्य से अलग करता है जो लो पावर लॉसी नेटवर्क LLN में मदद करता है तो यह विशेष प्रोटोकॉल यह गोपनीयता अखंडता अखंडता सुनिश्चित करने डेटा पथों को मान्य करने और छोरों की उपस्थिति का पता लगाने जैसी सुविधाओं का समर्थन करता है राउटिंग के समग्र अनुकूलन उद्देश्यों में कम से कम ऊर्जा को कम करना शामिल है नोड पावर बैंडविड्थ वगैरह के संबंध में विलंबता और स्थिरांक को संतुष्ट करना यह RPL प्रोटोकॉल द्वि दिशात्मक लिंक का उपयोग करके संचालित होता है इसलिए संदेशों के संचार का द्वि दिशात्मक प्रवाह है तो कुछ LLN परिदृश्यों में जिसका अर्थ है कि हानिपूर्ण परिदृश्य ये लिंक असममित गुण प्रदर्शित कर सकते हैं सही तो मूल रूप से असममित संपत्ति का मतलब है कि संदेश को प्राप्तकर्ता से स्रोत पर भेजा जाता है लेकिन यह सीधे एक मार्ग से बहता है लेकिन इन सभी पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण या जो भी प्रतिक्रिया या संदेश का प्रवाह दूसरी दिशा में नहीं होता है उसी मार्ग से होते हैं हो सकता है कि यह दूसरे मार्ग से वापस आए तो यह असममित है तो यह आवश्यक है कि राउटर की पुनरावृत्ति को सत्यापित किया जाए इससे पहले कि राउटर को पैरेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सके अंत में इस विशेष व्याख्यान के लिए हम प्रोटोकॉल RFID से गुजरने वाले हैं RFID बहुत लोकप्रिय है आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है यह लंबे समय से उपयोग में है यह अभी भी शॉपिंग मॉल में उपयोग की जा रही है आप किन स्थानों को जानते हैं उदाहरण के लिए ID कार्ड आरएफआईडी टैग से सुसज्जित हैं RFID टैग RFID रीडर में स्कैन किए जा सकते हैं शॉपिंग मॉल में भी ऐसी ही चीजें होती हैं जैसे हम कुछ वस्तुओं में ख़रीददारी के लिए जाते हैं उदाहरण के लिए कपड़ों के सेंसर जो इन RFID टैग के साथ फिट होते हैं और इन RFID ID टैग का उपयोग आरएफआईडी रीडर के सामने स्कैन करके और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है तो RFID कैसे काम करता है RFID हमें याद रखना है कि सेंसर नेटवर्क और RFID सेंसर नेटवर्क जिसे हमने अभी तक कवर नहीं किया है हम बाद के व्याख्यान में कवर करेंगे लेकिन RFID और सेंसर नेटवर्क और अन्य तकनीकें जैसे zigbee 802154 WPAN के लिए NFC भी जो RFID से काफी मिलता जुलते है ये विभिन्न अन्य कनेक्टिविटी ऑफरिंग मैकेनिज्म हैं जो लोकप्रिय रूप से IoT अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं तो ये IoT नेटवर्क में कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए मुख्य हैं इसलिए RFID पर वापस जा रहे हैं हमारे पास सबसे पहले RFID है इसकी एक परिवर्णी शब्द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है जहां डेटा को इन RFID टैग में डिजिटल रूप से एन्कोड किया गया है और इन आंकड़ों को RFID टैग से पढ़ा जा सकता है तो RFID टैग डेटा का एन्कोडिंग कर रहे हैं और RFID रीडर द्वारा इन डेटा को RFID टैग से स्कैन किया जा सकता है तो ये बार कोडिंग योजनाओं और QR कोडिंग योजनाओं के समान हैं तो पुस्तकालयों में एक बारकोड में क्या होता है जैसे कि बार कोडिंग योजनाओं का उपयोग पुस्तकों के बारे में जानकारी संग्रहीत करने के लिए किया जाता है और आपको पुस्तकों के लिए पहचानकर्ता होने का पता चलता है तो बारकोड मूल रूप से ऊर्ध्वाधर लाइनों की तरह है ठीक है तो एक बारकोड रीडर है जो उन ऊर्ध्वाधर लाइनों को पढ़ सकता है इसी तरह QR कोड है जो एक वर्ग के प्रकार की तरह है जो डेटा को स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाता है सही तो ये QR कोड हैं तो वह रीडर है जो उस चित्र को ले सकता है और यह मूल रूप से उस चित्र को प्रोसेस करके उस विशेष कोड में एम्बेडेड डेटा की पहचान कर सकता है तो RFID टैग भी बारकोड और QR कोड की तरह के संचालन में बहुत समान हैं लेकिन कार्यक्षमता या जिस तरह से ये काम करते हैं वे काफी अलग हैं तो अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि RFID टैग RFID सिद्धांत कैसे काम करता है तो हर RFID टैग में एक एकीकृत सर्किट और एक एंटीना होता है तो मूल रूप से यह एक बहुत छोटा टैग है तो टैग के अंदर टैग कुछ सर्किटरी है जो वहां है और एक छोटा एंटीना जो इसे अंदर एम्बेडेड है तो यह एंटीना इसका उपयोग होने जा रहा है यह बाहरी दुनिया के साथ संचार के लिए उपयोग किया जा रहा है इसका मतलब है टैग और सर्किटरी के मूल रूप से उस विशेष टैग में जानकारी संग्रहीत करने सहित और भी कई चीजें होती हैं हो सकता है कि RFID टैग स्मार्ट कार्ड के लिए हो सकता है जिसे कर्मचारी जानकारी संग्रहीत करने के लिए उपयोग किया जा सकता है तो आप जानते हैं कि एक संगठन के कर्मचारियों की अलग अलग पहचान होती और उनके लिए विभिन्न पहचान करता होते हैं यह पहचान करता विभिन्न जानकारी को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर स्टोर कर सकते हैं जोकि RFID टैग में लगती है तो RFID टैग में एकीकृत सर्किट और एक एंटीना होता है टैग एक सुरक्षात्मक सामग्री द्वारा कवर किया जाता है तो टैग के बाहर एक ढाल सुरक्षा सामग्री है जो विभिन्न पर्यावरणीय प्रभावों के खिलाफ ढाल के रूप में भी काम कर सकती है टैग दो प्रकार के हो सकते हैं एक पैसिव टैग है अन्य एक्टिव टैग है इसलिए पैसिव टैग अधिक सामान्य हैं और इन पैसिव टैगों को जिस तरह से संचालित किया जाता है वे सक्रियता की प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं इसलिए जब ये पैसिव टैग जब ये टैग RFID रीडर के निकट आते हैं तो कुछ प्रेरक प्रभाव होता है कुछ चुंबकीय बल क्षेत्र बनाए जाते हैं जिसके कारण जानकारी टैग से रीडर या इसके विपरीत स्थानांतरित हो जाती है तो यह टैग से रीडर और इसके विपरीत है वे पैसिव टैग हैं दूसरी ओर एक्टिव टैग उनके पास बिजली की आपूर्ति का अपना छोटा स्रोत है RFID का कार्य सिद्धांत अपने पूर्ववर्ती के समान है जिसे AIDC कहा जाता है AIDC पूर्ण रूप आटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर टेक्नोलॉजी है इसलिए यह ऑब्जेक्ट पहचान ऑब्जेक्ट डेटा संग्रह और एकत्र किए गए डेटा की मैपिंग थोड़े या बिना मानवीय हस्तक्षेप के साथ कंप्यूटर सिस्टम पर करता है तो RFID की अवधारणा को मूल रूप से AIDC से अपनाया गया है जो कि इसका पूर्ववर्ती है इसलिए AIDC अब बहुत आम नहीं है हालांकि अंतर RFID ज्यादातर वायरलेस है ज्यादातर नहीं यह पूरी तरह से वायरलेस है दूसरी ओर AIDC वायर्ड संचार का उपयोग करता है तो RFID मूल से रूप विभिन्न कार्यों को करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है जिसका अर्थ है वायरलेस संचार वे कार्य AIDC द्वारा भी किए जाते हैं तो आइए हम यह समझने की कोशिश करें कि RFID कैसे काम करता है बता दें कि शॉपिंग मॉल में कपड़े या किसी तरह का कपड़ा या किसी तरह की कोई टैगेड चीज होती है तो इस कपड़े को इस RFID टैग के साथ जोड़ा गया है यह इस RFID टैग के साथ टैग किया गया है यह RFID टैग से जुड़ा हुआ है इस RFID टैग में सर्किटरी में कुछ प्रकार के क्वाईलिंग मेकैनिज्म और आवरण होते हैं यह कवर किसी प्रकार का एक बहुलक कुछ प्लास्टिक या कुछ अन्य बहुलक है और सर्किटरी मूल रूप से इस विशेष टैग के अंदर संग्रहित है अगर हम यहां देखें तो फिर हमारे पास यह एक है तो हमारे पास यह हिस्सा है हमारे पास यह हिस्सा है जो मूल रूप से रीडर के लिए है तो यह हिस्सा RFID टैग के लिए है और यह हिस्सा RFID रीडर के लिए है जैसा कि हम यहां देख सकते हैं इस RFID रीडर में एक सॉफ्टवेयर और बिजली की आपूर्ति का एक स्रोत है और इसमें एक कॉइल भी है और जब आप उस रीडर को लाते हैं जिसके अंदर एक चुंबकीय कॉइल है तो यह चुंबकीय प्रेरक प्रभाव है जो चुंबकीय बल रेखाओं का उत्पादन करता है तो यह है कि RFID टैग के अंदर उस छोटे चिप में मौजूद डेटा इस RFID रीडर को इस चुंबकीय बल क्षेत्र RFID टैग की मदद से स्थानांतरित किया जाता है सामान्य रूप से RFID विभिन्न IoT अनुप्रयोगों का समर्थन करता है जैसे इन्वेंट्री प्रबंधन किसी संगठन में संपत्ति की ट्रैकिंग व्यक्तिगत ट्रैकिंग करने के लिए उपयोगी होते हैं जो आप जानते हैं कि संगठन में कौन कब आ रहा है कब जा रहा है उपस्थिति क्या है इसलिए उदाहरण के लिए उपस्थिति ट्रैकिंग सिस्टम प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंच को नियंत्रित करना तो आप जानते हैं कि जो भी अधिकृत है उसके पास RFID टैग होगा और वे इसे RFID रीडर के निकट ला सकते हैं और यदि यह वैध टैग है तो उस व्यक्ति के लिए दरवाजा खुलने वाला है और वह व्यक्ति अंदर पहुंच सकता है तो इसका उपयोग प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है आईडी बैजिंग के रूप में मूल रूप से पहचान बैज एक संगठन में स्मार्ट कार्ड जैसा कि आप जानते हैं इसका उपयोग उस आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन नकली रोकथाम के लिए किया जाता है विशेष रूप से दवा उद्योग में तो ये RFID टैग के विभिन्न अनुप्रयोग हैं इसलिए इसके साथ हम इस विशेष व्याख्यान के अंत में आते हैं और कुछ अन्य प्रोटोकॉल भी हैं जो बहुत उपयोगी हैं और हम अगले व्याख्यान में उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं धन्यवाद